सबको नमस्कार एनपीटीईएल पाठ्यक्रम के इस सत्र में आपका स्वागत हैसराहनीय भाषा विज्ञान एक टाइपोलॉजिकल दृष्टिकोण अब तक हमने विभिन्न स्तरों पर टाइपोलॉजी पर चर्चा की है हमने लेक्सिकल टाइपोलॉजी मॉर्फोलॉजिकल टाइपोलॉजी सिंटैक्टिक सिमेंटिक प्रैग्मैटिक के साथ साथ फोनलॉजिकल टाइपोलॉजी पर भी चर्चा की है हम इन सभी पर अब तक समकालिक स्तर पर चर्चा कर चुके हैं हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा समय में किस तरह के क्रॉस लिंग्विस्टिक्स सामान्यीकरण को खींचा जा सकता है इसीलिए हम इसे सिंक्रोनिक कहते हैं बहुत सारी चर्चाएं दुनिया के भाषाओं के संरचनात्मक डोमेन में समकालिक स्तर पर हुई है मैं इस विशेष इकाई के लिए एक अलग दिशा में जाने की कोशिश कर रही हूं जिसे टाइपोलॉजी और सेमांटिक चेंज के रूप में शीर्षक दिया गया है जब मैं सेमांटिक चेंज कहती हूं तो आप समझ सकते हैं कि मैं इस बारे में बात करने जा रही हूं कि विभिन्न डोमेन क्या हैं जहां हम भाषा के उपयोग में परिवर्तन का निरीक्षण करते हैं भाषा की संरचना में परिवर्तन करते हैं और इस विशेष इकाई के लिए इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए मेरा ध्यान ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विकास के परिप्रेक्ष्य में चल रहा है इसलिए या तो ऐतिहासिक या विकासवादी है जब मैं ऐतिहासिक कहती हूं तो मैं इसे डायक्रॉनिक दृष्टिकोण से देखने जा रही हूं जब मैं विकासात्मक कहती हूं तो मैं उस मामले के लिए बाल भाषा अधिग्रहण के बारे में बात करने जा रही हूं कैसे चीजें बदल गई हैं या कैसे एक मनुष्य के लिए भाषा शुरू से ही विकसित होती है जैसे एक शब्द दो शब्द जब बच्चे मामा पापा कहते हैं अब इस तरह की समान बातें करते हैं l तो इस इकाई का एक पहलू विकासात्मक परिवर्तनों से निपटेगा इस इकाई का दूसरा पहलू दिआक्रांत या ऐतिहासिक परिवर्तनों से निपटेगा यही कारण है कि इकाई को टाइपोलॉजी और सेमांटिक चेंज के रूप में शीर्षक दिया गया है यहां मैं जिस बदलाव के बारे में बात करने जा रही हूं उसके दो अलग पहलू होंगे जब मैं दो अलग अलग पहलुओं पर कहती हूं तो इसके तीन स्तर होंगे इस इकाई में मैं किन तीन स्तरों पर चर्चा करने जा रही हूँ फिर बहुत संक्षेप में और मैं आपसे पुस्तक पढ़ने की अपेक्षा करूंगी वही पुस्तक जिसका मैं हर समय जिक्र करता रही हूँ प्रस्तुत है लैंग्वेज टाइपओलॉजीजि जिसे एडिथ मोरवस्किक द्वारा लिखा गया है और फिर इसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया है

इसलिए जब मैं कहती हूं कि मैं भाषाओं पर चर्चा करने जा रही हूं तो भाषाएं तीन स्तरों पर कैसे बदलती हैं पहला अधिग्रहण स्तर उपयोग स्तर और इतिहास स्तर के पाठ्यक्रम में l ये तीन अलग अलग स्तर हैं जहां हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रॉस लिंग्विस्टिक्स सामान्यीकरण को किस प्रकार से तैयार किया जा सकता है जहां तक कि भाषा परिवर्तन का संबंध टाइपोलॉजिकल दृष्टिकोण से है उन प्रमुख प्रश्नों के बारे में जाने जिनसे आपको उत्तर दिए जाने या चर्चा होने की उम्मीद हो सकती है हम ऐतिहासिक रूप से कहें कि ये केवल कुछ प्रकार के सांकेतिक प्रश्न हैं प्रश्न इससे भी व्यापक हो सकते हैं या आप किसी अन्य भाषाई घटना के बारे में सोच सकते हैं लेकिन इसे थोड़ा और विशिष्ट बनाने के लिए और चर्चा को विशिष्ट क्षेत्र की ओर ले जाने के लिए पहला सवाल जिसका आपको एक उत्तर देना चाहिए वह यह है कि आप ऐतिहासिक रूप से क्या सोचते हैं किसी भी भाषा में लेख कैसे अस्तित्व में आते हैं उदाहरण के लिए इस मामले में अंग्रेजी है उस मामले के लिए ओडिया जो एक इंडो आर्यन भाषा है हिंदी जो इंडो आर्यन भाषा में है l हिंदी और ओड़िया में आर्टिकल्स नहीं हैं परंतु अंग्रेजी में हैं l कभी कभी एसओवी स्थिति के आधार पर एसवीओ या इसके विपरीत हो जाता है यह कैसे होता है यह भी एक ऐतिहासिक सवाल है तो पहले और दूसरे प्रश्न ऐतिहासिक साक्ष्य या ऐतिहासिक चर्चा पर आधारित हैं तीसरा सवाल यह है कि बच्चों द्वारा प्राप्त किए गए एंटोनियम और स्थानिक शब्द कैसे हैं यह अधिग्रहण आधारित प्रश्न है फिर चौथा दूसरी भाषा सीखने वालों के इंटरलैंग्वेज क्या दर्शाता है फिर से यह अधिग्रहण आधारित सवाल है तुम क्या सोचते हो दूसरी भाषा सीखने वालों के मामले में इंटरलैंग्वेज की विशेषताएं क्या हैं और आखिरकार क्या प्रक्रियाएं शामिल हैं या भाषा के उपयोग में क्या प्रक्रियाएं स्पष्ट हैं जब आप कहते हैं कि आप भाषा के उपयोग के बारे में बात करने जा रहे हैं तो आप क्या सोचते हैं ऐसी स्थिति में क्या विभिन्न प्रक्रियाएं शामिल हैं फिर ये वे प्रश्न हैं जिनकी चर्चा मोरवस्किक की पुस्तक में की गई है और यह सांकेतिक होने जा रहा है लेकिन हम निश्चित रूप से कुछ संभावित उत्तरों का पता लगाने की कोशिश करेंगे जो इन सवालों से निपट सकते हैं अब हम कुछ परिचय आधारित चर्चाओं पर वापस जाते हैं अभी तक इस पाठ्यक्रम में हमने समकालिक संरचना में क्रॉसलिंगुइस्टिक आवर्तक पैटर्न के बारे में बात की है जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया है यह वाक्यविन्यास अर्थ आकृति विज्ञान स्वर विज्ञान प्रगमेटिक हो हम हमेशा वर्तमान समय में क्रॉसलिंगिस्टिक सामान्यीकरण के बारे में बात कर रहे हैं जिसे सिंक्रोनस स्तर के रूप में भी जाना जाता है लेकिन यहां सवाल यह है कि भाषा गतिशील है और यह विकसित होती रहती है अगर यह विकसित होती रहती है तो हमें भाषा के विकास की प्रक्रिया पर भी एक नजर डालनी होगी की भाषाएं कैसे बदलेंगी मैं वास्तव में वापस नहीं जाऊंगी कि भाषा का विकास कैसे हुआ वास्तव में नहीं हुआ है हम केवल कुछ भाषाई घटनाओं का उपयोग करके उपकरण के रूप में यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि प्राकृतिक भाषा या मानव भाषा में कितने छोटे परिवर्तन हो रहे हैं उदाहरण के लिए आज की अंग्रेजी की ध्वन्यात्मक सूची को देखें यह बहुत अलग है कि यह कैसे पंद्रहवीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ करता था या उससे भी पुराना था आज की अंग्रेजी की ध्वन्यात्मक सूची में अंतराल है किस तरह के अंतराल इसमें कुछ ध्वनियाँ शामिल नहीं हैं जो अन्य भाषाओं में हैं उदाहरण के लिए मैं आपको हिंदी और अंग्रेजी में अंतर दूंगी मान लें कि हिंदी में एक ध्वनि है जिसको हम कहते हैं θ यह ध्वनि अंग्रेजी में उपलब्ध नहीं है या तो यह t है या यह ð हो सकता है लेकिन फिर θ ध्वनि अंग्रेजी जैसी भाषा में उपलब्ध नहीं है इसी तरह कुछ अन्य ध्वनियाँ जैसे फ्रिकिटिव्स फ्रिकेटिव वह है जो अंग्रेजी में एक लबयू डेंटल फ्रीकेटिव जैसे ð ध्वनि जो थिक में आती है अल्वॉयलर फ्रिकेटिव जैसे s ध्वनि जो सील शब्द मैं आती है lऔर पालिटल फ्रिकेटिव जैसे ʃ ध्वनि शीन में आती है लेकिन इसमें जर्मन की तरह कुछ वेलर फ्रिकेटिव है यह अंग्रेजी में नहीं होता है या ध्वनि θअंग्रेजी में नहीं होती है मुझे डेंटल साउंड θ के बारे में निश्चित नहीं है लेकिन कम से कम जर्मन वेलर फ्रिकटिव पुरानी अंग्रेजी में हुआ करता था लेकिन धीरे धीरे फोनेमिक इन्वेंट्री ने इसे खो दिया है भाषाविदों का दावा है कि यह हुआ करता था क्योंकि रात और उजाले में मौन गृह में निशान अभी भी संरक्षित हैं जब आप कहते हैं कि जर्मन में हंसी आती है तो वह एक अलग आवाज होती है लेकिन जब आप रात को रात कहते हैं तो वह चुप है चुप क्यों है जिस तरह से अंग्रेजी की ध्वन्यात्मक सूची बदल रही है उससे कुछ संबंध हो सकता है इससे पता चलता है कि पुरानी अंग्रेज़ी की सदियों से फैले कालानुक्रमिक कानूनों की एक प्रक्रिया रही है जिसे धीरे धीरे आधुनिक विविधता में बदल दिया गया है कुछ ध्वनियों को खोने का यह परिवर्तन नई ध्वनियों के अलावा ये सभी चल रहे हैं कि हम जो कहते हैं उसे भाषा में ऐतिहासिक या ऐतिहासिक समकालिक परिवर्तन कहते हैं यह देखते हुए कि हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे जर्मन वेलर फ्रिकटिव में दक्रॉनिक फैशन या डाईक्रॉनिक तरीके से ध्वनि परिवर्तन होता है जर्मन वेलर फ्रिकटिव ख लखन से शुरू होता है मैं माफी चाहूंगी कि मैं जर्मन की उच्चारण को सही तरीके से कह नहीं पाऊं क्योंकि मैं इस भाषा को नहीं जानती हूं l तो यह 'ख' ध्वनि जो वेलर फ्रिकेटिव है यह अंग्रेजी में हुआ करती थी लेकिन अब इसमें मौजूद नहीं है जब एक पुरानी अंग्रेजी आधुनिकता की ओर बढ़ रही है तो एक ध्वनि संबंधी नुकसान हुआ है या एक ध्वनि परिवर्तन हुआ है तो इस तरह के बदलाव या इस तरह के मतभेदों के लिए समकालिक अवस्था में क्रॉस लिंग्विस्टिक्स अभिसरण के लिए जिम्मेदार होना चाहिए लेकिन हमें टाइपोलॉजिकल रूप से यह पता लगाना होगा कि क्या हम कुछ सामान्यीकरण के साथ आ सकते हैं क्योंकि ऐतिहासिक परिवर्तन एक चिंता का विषय हैं ऐतिहासिक परिवर्तन में बड़ा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि हम ऊपर आ सकते हैं या हम किसी प्रकार के क्रॉस लिंग्विस्टिक आवर्तक पैटर्न का सुझाव दे सकते हैं क्या भाषाविदों के लिए यह समझना संभव है कि विभिन्न विश्व की भाषाओं में भाषा परिवर्तन कैसे हो रहा है इसलिए अगर हम जर्मन के रूप में इस वेलर फ्रिकेटिव ख को ध्यान में रखते हैं तो क्या आपको लगता है कि कुछ अन्य भाषाएं भी इसी तरह के बदलावों से गुजरी हैं यह एक सवाल है मुझे बस इसे यहाँ पर लिखना है यह उदाहरण है कि हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वह हंसी का है यह यहाँ परिवर्तन है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं यह वेलर फ्रिकेटिव है तो सवाल क्या हैं प्रश्न संख्या एक यह किसी भी अन्य भाषा में समान परिवर्तन से गुजर सकता है यह एक सवाल है दूसरा सवाल यह होगा कि अन्य भाषाएं किन बदलावों से गुजरी हैं यह एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं फिर हमारे पास प्रश्न हैं कि क्या आपको लगता है कि भाषाएं नई ध्वनियाँ प्राप्त करती हैं यदि आप नई ध्वनियों के बारे में बात कर रहे हैं तो परिवर्तन कैसे और क्यों होते हैं ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके लिए भाषाविदों ने उत्तर खोजने की कोशिश की है जब आप ऐसे मामलों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें सिर्फ एक उदाहरण मिला है जैसा कि जर्मन में वेलर फ्रिकेटिव है तुरंत आपके दिमाग में यह सवाल आना चाहिए कि क्या आपको लगता है कि कोई अन्य भाषा है जिसने अपनी स्वर सूची से व्लर फ्रीकेटिव को भी खो दिया है यह केवल वेलर फ्रिकटिव के बारे में नहीं है कुछ अन्य बदलाव भी हो सकते हैं जो भाषाओं से गुजरे हैं और क्या आपको लगता है कि हमारे लिए यह पहचानना संभव है कि क्रॉसिंग्लुइस्टिक आवर्तक पैटर्न का पता लगाना संभव है कि क्या कुछ अन्य परिवर्तन भी समय की नियति में हुए हैं तीसरा प्रश्न ध्वनियों को खोने के अलावा क्या आपको लगता है कि भाषाएँ भी नई ध्वनियाँ प्राप्त करती हैं यह भी एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है यह हमेशा चीजों को खोने की ओर नहीं बढ़ना चाहिए आपके पास उस मामले के लिए नई आवाज़ हासिल करने या नए शब्द प्राप्त करने का एक पहलू भी हो सकता है क्या आपको लगता है कि भाषाएं भी नई ध्वनियाँ प्राप्त करती हैं और अंत में जो कुछ भी हो रहा है यह खोना और प्राप्त करना और शब्दार्थ को बदलना जो कुछ भी है सभी प्रकार के परिवर्तन जो समय में हो रहे हैं दिआक्रं तरीके से या दिआक्रं फैशन में वे कैसे होते हैं परिवर्तन कैसे होते हैं और वे क्यों होते हैं इसलिए ये कुछ सवाल हैं जो हमें खुद को भाषाविदों और भाषा के प्रति उत्साही के रूप में पूछना चाहिए लेकिन याद रखें कि जो भी ऐतिहासिक परिवर्तन होते हैं वे किसी व्यक्ति को प्रभावित नहीं करते हैं बल्कि ये परिवर्तन पूरे समुदाय को प्रभावित करते हैं जो कोई भी उस भाषा को बोल रहा है भाषण समुदाय पूरी तरह से ऐसे परिवर्तनों से प्रभावित हो जाती है यह किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं है जब मैं कहती हूं कि यह पूरे भाषण समुदाय को प्रभावित कर रहा है तो मूल कारण से व्यक्ति के उपयोग में छोटा परिवर्तन हो सकता है लेकिन यह छोटा परिवर्तन भाषा के प्रवाह में बड़े बदलावों के लिए जमा होता है तो यह ऐतिहासिक पहलू या ऐतिहासिक परिवर्तन या भाषा और ऐतिहासिक फैशन में परिवर्तन की ऐतिहासिक पद्धति के बारे में है लेकिन विकास के स्तर में क्या होता है मैंने आपको बताया एक ऐतिहासिक स्तर या ऐतिहासिक डोमेन है दूसरा एक विकासात्मक डोमेन है और इन दो डोमेन को तीन अलग अलग स्तरों में विभाजित किया जा सकता है एक अधिग्रहण है दूसरा उपयोग है और तीसरा एक डाईक्रॉनिक पहलू है इसलिए एक बच्चे के रूप में हम भाषा का अधिग्रहण करते हैं और हम लगातार इस अर्जित ज्ञान को समझने और बोलने के लिए छोड़ते हैं यही तथ्य है और हम सभी इसके बारे में जानते हैं इसलिए हम भाषा का अधिग्रहण करते हैं यह कोई भी भाषा हो सकती है यह हमारी पहली भाषा है यह अंग्रेजी फ्रेंच जर्मन चीनी हिंदी ओडिया भी हो सकती है भाषा को प्राप्त करने के बाद इस अधिग्रहण का परिणाम क्या था हमने इसका उपयोग शुरू कर दिया और किस मामले में हमने इसका उपयोग किया हमने इसका उपयोग अपने संदेशों को समझने अन्य संदेशों को समझने के लिए और बोलने के लिए भी किया तो यह भाषा अधिग्रहण जो भाषा से भाषा तक बढ़ने की एक प्रक्रिया है इसलिए उदारतावादियों के पास एक अलग दृष्टिकोण होगा वे यह नहीं कहेंगे कि कोई भी ऐसा स्तर था जहां भाषा नहीं थी यदि आप एक इंसान हैं तो भाषा सहज है और यह आपके मस्तिष्क में सिर्फ इसलिए घुस गई है क्योंकि आप एक मानव के बच्चे हैं इसलिए औपचारिक या जनरेटिव दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए हम इस बहस में नहीं जा रहे हैं लेकिन इसमें कम से कम आप कार्यात्मकवादी दृष्टिकोण को देखते हैं जब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा बोल नहीं रहा था लेकिन आखिरकार बच्चे ने भाषा का अधिग्रहण कर लिया यदि हम किसी भाषा में या एक भाषा से दूसरी भाषा या दूसरी भाषा से कई भाषाओं में किसी भी तरह का विश्वास करते हैं तो सभी प्रकार के चरणों में भाषा अधिग्रहण और भाषा के उपयोग की यह प्रक्रिया दो अतिरिक्त क्षेत्र में आती है जहां क्रॉस लिंग्विस्टिक समानताएं क्रमबद्ध हो सकती हैं इसलिए चूंकि मैं ऐतिहासिक और विकास के बारे में बात कर रही थी विकास के क्षेत्र के तहत हमारे पास दो अलग अलग स्तर हैं और ये स्तर क्या हैं एक अधिग्रहण स्तर है दूसरा उपयोग स्तर है इसलिए जब आप अधिग्रहण स्तर कहते हैं तो बच्चा अधिकरण करता है तो वह बिना भाषा के एक भाषा और एक भाषा से दूसरी और दूसरी से कई भाषाओं को सीखता है यदि आप एक बहुभाषी वक्ता हैं तो भाषा अधिग्रहण और भाषा के उपयोग की यह पूरी प्रक्रिया दो नए क्षेत्र या दो अतिरिक्त क्षेत्र में हैं जहां क्रॉस लिंग्विस्टिक्स समानताएं टाइपोलॉजिकल दृष्टिकोण से भिन्न हो सकती हैं अब हम देखते हैं एक ऐतिहासिक है दूसरा एक भाषा अधिग्रहण है और तीसरा भाषा का उपयोग है ऐतिहासिक परिवर्तन की श्रेणी में जैसा कि मैंने उल्लेख किया है यह पूरे समुदाय को प्रभावित करता है l यह प्रक्रिया एक व्यक्ति के एकल परिवर्तन के साथ शुरू होती है जैसे किसी व्यक्ति के जीवनकाल में परिवर्तन तो जिस तरह से आप इस भाषा का उपयोग कर रहे हैं वह पूरी भाषा के परिवर्तन में योगदान करने वाला है इसका मतलब है कि यह भाषाई समुदाय या भाषण समुदाय के माध्यम से परिवर्तन में योगदान करने वाला है भाषा अधिग्रहण में हम जाँच करने जा रहे हैं या हम यह देखने जा रहे हैं कि इस प्रक्रिया में बिना भाषा से लेकर एक भाषा और एक से एकाधिक तक कैसे शामिल हैं जब आप भाषा के उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं तो आप मुख्य रूप से यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भाषा को जानने से आपको समझने और दूसरों के साथ संवाद करने में मदद मिलेगी इसलिए तीन स्तर और संभावित प्रश्न जिन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं इस पर विचार करना एक वर्णनात्मक अध्ययन है या यह केवल ऐतिहासिक या विकासात्मक परिप्रेक्ष्य के माध्यम से किसी भी प्रकार के परिवर्तन का प्रारंभिक प्रकार है हम इन डोमेन में यह पता लगाने जा रहे हैं कि प्रारंभिक चरण अंतिम चरण और मध्यस्थ चरण या मध्यवर्ती चरण क्या हैं तो सवाल क्या हैं इस पर एक नजर डालते हैं पहला प्रश्न प्रारंभिक मध्यवर्ती और अंतिम है हमें निरीक्षण करना होगा या हमें यह पता लगाना होगा कि इन तीन चरणों में कैसे परिवर्तन हो रहे हैं यह देखते हुए कि अंतिम चरण B है स्टेज बी अगर वह अंतिम चरण है तो क्रॉसिं लिंग्विस्टिक्स आवर्तक ए क्या हैं जो बी कर सकते हैं या उससे आना चाहिए मान लें कि ए प्रारंभिक चरण है बी अंतिम चरण है तो पहला सवाल जिसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है वह यह है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम यह पहचान सकते हैं कि क्रॉसिं लिंग्विस्टिक आवर्तक हैं या बी में कौन से परिवर्तन परिणामस्वरूप ए है इसका मतलब है अगर बी के पास कुछ है जो उनकी आवश्यक विशेषता है ए में बी का उत्पादन करने में मदद मिलती है B निश्चित रूप से A का परिणाम है क्योंकि A प्रारंभिक है B अंतिम है यदि B अंतिम है B A का परिणाम है या B A का परिवर्तित रूप है उस स्थिति में हमें यह पता लगाना होगा कि क्रॉसिंगुइस्टिक आवर्तक क्या हैं जो A के पास था इसलिए B इसे प्राप्त कर सकता था यह पहला सवाल है दूसरा प्रश्न जो A दिया गया है जो प्रारंभिक चरण है क्रॉसिंलिंग्विस्टिक आवर्तक B क्या हैं A में बदल सकता है तो क्या संभव चीजें हो सकती हैं जो ए के पास थीं और अंततः यह बी में बदल गई हैं फिर तीसरा यह देखते हुए कि ए A बी B में परिवर्तन करता है क्रॉस लिंग्विस्टिक रूप से आवर्तक मध्यवर्ती चरण क्या हैं मध्ययुगीन चरण क्या हैं l ए से शुरू हुई यात्रा बी के साथ समाप्त कैसे हो गई है ए और बी के बीच होने वाले मध्यवर्ती चरण क्या हैं शायद हम इसे सी कह सकते हैं तो यह यात्रा इस तरह से है कि कुछ A C और फिर B जैसी है यह प्रारंभिक चरण है B अंतिम चरण है और C मध्यवर्ती चरण है मैं उन सवालों को दोहरआऊंगी जिन्हें हमें थोड़ी देर बाद पता लगाने की जरूरत है लेकिन चौथा सवाल क्या है जिसके बारे में हमें बात करने की ज़रूरत है या हमें समझने की ज़रूरत है क्रॉस लिंग्विस्टिक आवर्तक स्थितियां क्या हैं जिसके तहत A C की मध्यस्थता B में बदल सकती है ये प्रश्न थोड़े जटिल लगते हैं इसलिए कृपया यह न समझें कि आप चर्चा के बीच में खो गए हैं हम किसी भी भाषा के विकासात्मक चरणों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं यह विकासात्मक परिवर्तन प्रारंभिक चरण ए से शुरू होता है यह अंतिम चरण B के साथ समाप्त होता है और C मध्यवर्ती चरण है इसलिए हम इस बारे में बात कर रहे हैं पहला प्रश्न यह है कि बी अंतिम चरण है क्या क्रॉस भाषाई आवर्ती हो सकता है मुझे समझाने दो कुछ विशेषताएं होनी चाहिए या ए में कुछ भाषाई तत्व या आइटम होने चाहिए जो बी के जन्म का कारण हो l अब हमें क्रॉसलिंगुस्टिक का पता लगाना है कि ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिनसे हम यह पता लगा सकते हैं कि A C का परिणाम बदल गया है पहला प्रश्न प्रारंभिक चरण से संबंधित है दूसरा प्रश्न अंतिम चरण से संबंधित है तीसरा मध्यवर्ती चरण और चौथा एक शर्तों के बारे में है ऐसी कौन सी स्थितियाँ हैं जो आपके पास हो सकती हैं जिनकी आपको आवश्यकता होती है यही कारण है कि ए यहाँ B बी बन गया है तो बी के पास ए एक मजबूत सहसंबंध है जो कि पहला प्रश्न है दूसरा ए में कुछ संभावित विशेषताएं होनी चाहिए जो अंततः बी के उत्पादन का परिणाम होगा इसका मतलब है कि ये दो प्रश्न एक हैं प्रारंभिक चरण में एक अंतिम चरण में है लेकिन वे परस्पर संबंधित हैं प्रारंभिक चरण में कुछ ऐसा होना चाहिए जो अंतिम चरण द्वारा आया हो और अंतिम चरण के कुछ संभावित अस्तित्व का परिणाम होना चाहिए फिर जब ए से बी में परिवर्तन हो रहा है तो बहुत से अन्य परिवर्तन होने चाहिए जो मध्यवर्ती स्तर पर हो रहे हैं जो कि C है अब हम शब्द ऑर्डर एसवीओ में सब्जेक्ट वर्ब लेते हैं और कुछ अंग्रेजी टाइप जैसे मैंने खाना खाया है तो जो सवाल उभरता है या जो सवाल दिमाग में आता है वह यह है कि एसवीओ के लिए क्या आदेश आ सकते हैं आपको क्या लगता है क्या यह डिफ़ॉल्ट क्रम है क्या यह वही क्रम है जो सबसे अधिक अल्पविकसित है या यह किसी और चीज़ से आया है यह एक सवाल है दूसरा सवाल एसवीओ किस क्रम में बदल सकता है कल्पना करें कि एसवीओ के पास प्रारंभिक आदेश है फिर अंतिम आदेश क्या होगा कल्पना करें कि एसवीओ अंतिम आदेश है प्रारंभिक आदेश क्या रहा होगा पहला और दूसरा सवाल तीसरा प्रश्न यह है कि एसवीओ वीएसओ में मॉर्फ करता है इस प्रक्रिया से क्या आदेश मिलते हैं क्या औसत दर्जे की चीजें हैं और चौथा क्या परिस्थितियाँ इस बदलाव का पक्ष लेती हैं मैं हूँ यह यहाँ लिखने जा रही हूं यह समझना आपके लिए आसान होगा हम इसे कहते हैं हम इसे यहाँ पर लिखने जा रहे हैं कई शब्द आदेश हैं एसवीओ एसओवी वीएसओ वीओएस और ओएसवी ओवीएस ये 6 संभावित शब्द आदेश हैं आइए हम एसवीओ के साथ चर्चा शुरू करते हैं यदि हम इसे प्रारंभिक चरण के रूप में मानते हैं तो मैं इसे आईएस के रूप में लिखने जा रही हूं और हम कहते हैं कि हम एसवीओ से मुठभेड़ करते हैं तो क्या आपको लगता है कि पहला सवाल जो आपके दिमाग में आना चाहिए वह कहां से आया है यदि यह अंतिम चरण है तो प्रारंभिक चरण क्या था यह एक प्रश्न हो सकता है दूसरा सवाल अगर यह प्रारंभिक चरण है तो हम कहें कि हमने एसवीओ के साथ चर्चा शुरू की संभावित अन्य आदेश क्या हो सकते हैं जिन्हें अंतिम माना जा सकता है तो वह दूसरा है तीसरा प्रश्न अब चूंकि एसवीओ वीएसओ में बदल गया है इसलिए एसवीओ से वीएसओ की यात्रा तक जो अन्य रूप उपलब्ध हैं वह तीसरा प्रश्न है और चौथा सवाल क्या संभावित स्थितियां हो सकती हैं जो पारवर्ती स्थितियों को पार कर सकती हैं जिन्होंने उकसाया है या जिन्होंने इस तरह के बदलाव में मदद की है विचार करें आप पहले एसवीओ के बारे में सोचते हैं कि यह अंतिम आदेश क्या है इससे क्या होगा दूसरा प्रश्न इसे प्रारंभिक क्रम के रूप में मानते हैं कि अन्य चीजें क्या हैं जो बाद में हो सकती हैं तीसरा सवाल कल्पना कीजिए कि एसवीओ वीएसओ में रूपांतरित हो गया है ऐसे में आप क्या सोचते हैं अन्य मध्यस्थ या मध्यवर्ती स्थितियां क्या हैं और आखिरकार वे कौन से कारण हैं या ऐसी कौन सी स्थितियाँ हैं जो इस तरह के बदलाव की पक्षधर हैं तो ये ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें भाषाविद् आम तौर पर सही जानने की कोशिश करते हैं मैंने आपको केवल एक उदाहरण दिया है लेकिन फिर यह एक उपकरण की तरह है जिसके माध्यम से भाषाविद यह जानने की कोशिश करेंगे या भाषाविद् हमेशा से किसी भी भाषा में विकास प्रक्रिया का पता लगाने की कोशिश करते रहे हैं